अब मैं दूसरे उदाहरण के बारे में बात करता हूं तो विशेष रूप से मेरे पास श्रोडिंगर द्वारा दी गई यह प्रसिद्ध इक्वेशन है यह दूसरी वेव इक्वेशन है जो हमें बताती है ध्यान दीजिए i के विद्यमान होने की वजह से यह एक कॉम्प्लेक्स वेव है श्रोडिंगर इक्वेशन जहां 𝛙 वेव फंक्शन V पोटेंशियल और ℏ22 m ▽2 काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन का संक्षिप्त विवरण देने के लिए विशेष रूप से मेरे पास यह श्रोडिंगर इक्वेशन जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी का मापन है और पोटेंशियल एनर्जी के योग द्वारा दी जाती है मान लीजिए मेरे पास यह कांस्टेंट h क्रॉस के साथ है इसे प्लांक कांस्टेंट Plancks constant कहते हैं और इसका मान ज्ञात है यदि मैं अपने पोटेंशियल v को कांस्टेंट लेता हूं तो इस उदाहरण के वेव फंक्शन का हल प्लेन वेव्स जैसा होगा तो मेरा क्या तात्पर्य है यदि मैं अपने v को कांस्टेंट लेता हूं तो मैं यह दर्शा सकता हूं कि मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन का हल इस रूप का होगा हम इस इक्वेशन के उस हल पर विचार करते हैं जहां v कांस्टेंट है हम यह मानते हैं कि v कांस्टेंट है अब मैं इस इक्वेशन को हल करता हूं यदि मुझे इस तरह के हल का चुनाव करना है तो मुझे यह मालूम होना चाहिए की एंप्लीट्यूड A क्या है यदि मैं इसे इस इक्वेशन का हल मानता हूं तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है हल ▽2एक डायमेंशन की समस्या है अतः x का प्रत्येक ▽ डेरिवेटिव एक ik देता है यदि मुझे इसे सरल करना हो तो मुझे मिलता है ध्यान दीजिए कि यह ⍵ और k के बीच में संबंध है यदि मुझे अपना हल इस प्रकार का चुनना हो तो ⍵ और k को निम्न संबंध संतुष्ट करना चाहिए विशेष रूप से इस संबंध को या व्यापक रूप से PDEs के किसी भी संबंध को डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं जब मैं PDEs के बारे में बात करता हूं और मैं PDEs को फूरिये प्लेन में ट्रांसफार्म करता हूं तो समरूपी PDE या समरूपी इक्वेशन जो मुझे ट्रांसफॉर्म्ड फूरिये प्लेन या लाप्लास प्लेन में मिलती है उसे डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं यह फिजिकल प्लेन या x t प्लेन में PDE के बिल्कुल समान है डिस्पर्शन रिलेशन को बताना और उसकी तुलना PDE के हल से करना और यह देखना की हल कितना सटीक है यह विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया बहुत ही सामान्य तथ्य है इस बारे में मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूं हम देखते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन के लिए अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण राशियां है जिन्हें हम इस डिस्पर्शन रिलेशन से ज्ञात कर सकते हैं इनमें से एक ग्रुप वेलोसिटी है और दूसरी फेज वेलोसिटी है जोकि सामान्य तौर पर उपयोग की जाती है तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है गणितीय रूप में ग्रुप वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से दी जाती है तो मुझे पूरे को h कट से डिवाइड करना है और ⍵ को k के सापेक्ष डिफरेंटशिएट करना है इस स्थिति में यदि मुझे ग्रुप वेलोसिटी ज्ञात करनी हो तो वह होगी ध्यान दीजिए कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दो भिन्न राशियां है यह राशियों क्या है इस बारे में मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूं मान लीजिए कि मैं वेव के बारे में बात कर रहा हूं मान लीजिए मेरे पास एक वेव है जो समय के साथ चल रही है मान लीजिए तो ध्यान दीजिए इस वेव की दो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए a b के बराबर नहीं है इस स्थिति में वेव समय के साथ दो फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ती है एक वह है जिसमें a बड़ा है इस स्थिति में हमारे पास धीमी वेव है और जब b छोटा है तो हमारे पास तेज वेव है यदि मुझे इस एक्सप्रेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना हो तो जैसा की स्लाइड में दिखाया गया है मुझे यह कर्व मिलेगा मान लीजिए कि यह मेरा एन्वॉलप है तो यह मेरी धीमी वेव है यह मेरा धीमी फ्रीक्वेंसी का फैलाव है और उस धीमी फ्रीक्वेंसी के भीतर मुझे वेव का तेज फैलाव मिलेगा तो यह एन्वॉलप है एन्वॉलप स्पीड को ग्रुप वेलोसिटी cg कहते हैं तो मैं इस ग्रुप वेलोसिटी को cg कहता हूं और इस एक वेव पैकेट की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहता हूं मैं इसे cp से निरूपित करता हूं अतः एक वेव पैकेट या वेव में एक पार्टिकल की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं और वेव के पूरे एन्वॉलप की वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं तो मैं एक डाइमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को हल कर रहा हूं मैं फ्री पार्टिकल्स के लिए एक डाइमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को हल कर रहा हूं फ्री पार्टिकल्स की एक डाइमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए v शून्य है हल की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास निम्न है इसको हल करने के लिए यदि मुझे फूरिये ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करना हो तो फूरिये ट्रांसफॉर्म का प्रयोग x वेरिएबल के सापेक्ष करते हैं x वेरिएबल के सापेक्ष फूरिये ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करने पर मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है बाउंड्री कंडीशन का प्रयोग करने पर मुझे जो हल मिलता है वह है ध्यान दीजिए जैसे मेरा t ∞ की ओर जाता है जबकि t0 पर मेरा हल इनिशियल कंडीशन द्वारा दिए गए हल में रिड्यूस हो जाता है और जैसे मेरा t ∞ की ओर जाता है हम देखते हैं कि हमारे हल का क्षय होता है यह सभी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है तो मेरा हल है अब मेरे पास दो इंटीग्रल है एक y के रिस्पेक्ट में और दूसरा k के रिस्पेक्ट में अब हम दोनों एक्स्पोनेंशियल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं और अपने एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं तो यह बन जाता है मैं स्क्वैरस को कंप्लीट करके इस दूसरे इंटीग्रल का मान ज्ञात करूंगा

अब मैं एक छोटे से उदाहरण के बारे में बात करता हूं जोकि लिनियराइजड शैलो वॉटर की स्थिति के बारे में है लिनियराइजड शैलो वॉटर इक्वेशन यह विशेष रूप से रोटेटिंग ओशन करंट में होता है यह पता लगाया जा चुका है कि यदि हमें ओशन की सरफेस पर वॉटरवेवज की वेलोसिटी ट्रैक करनी हो ओशन फ्लोर टू डाइमेंशनल सरफेस मान कर उसकी ऊंचाई को अलग वेरिएबल माना जाता है

यदि मुझे इन 3 ODEs को कंबाइन करना हो तो हम E की इनिशियल कंडीशन का फूरिये ट्रांसफॉर्म लेंगे और यह वह एक ODE है जो हमें कंबाइन करने से मिलेगी अब ध्यान दीजिए इन 3 ODEs को हम कंबाइन कर सकते हैं विशेष रुप से मैं E का डेरिवेटिव ले सकता हूं जोकि u के डेरिवेटिव के फंक्शन जैसा होगा हमें फिर से E का दूसरा डेरिवेटिव लेना होगा जो मुझे dVdt देगा इस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे और हमें E की एक इक्वेशन मिलेगी जो इस तरह से दी जाती है आप जांच सकते हैं कि यह वास्तव में इस ODE का हल है और इसे संतुष्ट करता है हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि यह हल इनिशियल कंडीशन को संतुष्ट करता है तो विशेष रूप से यदि में E का सेकंड डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो मुझे मिलता है यदि मुझे इक्वेशन 3 को t के रिस्पेक्ट डिफरेंटशिएट करना हो तो मुझे मिलता है यह A और B के बीच एक संबंध है मेरे पास एक और संबंध है इक्वेशन 3 से इसका मान t0 पर ज्ञात किया गया है मुझे यह शून्य के बराबर मिलता है क्योंकि u शून्य है जब मैं dEdt एक्सप्रेशन 3 से ज्ञात करता हूं तो मुझे यह C के बराबर मिलता है A B और C का मान ज्ञात करने के बाद मुझे E का जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है E के एक्सप्रेशन का इन्वर्स फूरिये ट्रांसफॉर्म लेने पर हमें मिलता है मैं इस एक्सप्रेशन 5 का उपयोग उत्तर ज्ञात करने के लिए करता हूं इसी तरह से मैं u और v का भी एक्सप्रेशन ज्ञात कर सकता हूं आप देख सकते हैं कि यह उदाहरण हमें यह दिखाता है की रोटेटिंग ओशन करंट का हल हम कैसे निकाल सकते हैं जब हम फूरिये ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिनियराइज्ड किया है यदि हमें हमारी इनिशियल कंडीशन पता हो तो हम इंटीग्रल को हल करके अपने उत्तर का एग्जैक्ट एनालिटिक एक्सप्रेशन ज्ञात कर सकते हैं अगले लेक्चर में हम फिर से फूरिये ट्रांसफॉर्म के उपयोग की बात करेंगे और उसके आगे बढ़ते हुए हम लाप्लास ट्रांसफार्म की बात करेंगे मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का परिचय दूंगा और लाप्लास ट्रांसफार्म के प्रगुणो के बारे में बात करूंगा उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देखेंगे